क्वांटम यांत्रिकी में आपने अब तक जो सीखा है वह क्वांटम यांत्रिकी के लिए हाइजेनबर्ग का दृष्टिकोण है जिसमें अनिवार्य रूप से गतिशील मात्राओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैट्रिसेस शामिल थे और गति का समीकरण शास्त्रीय समीकरण के समान ही था और क्वांटम स्थिति को xp pxiI पहचान मैट्रिस के रूप में दर्शाया गया था मैंने एक और दृष्टिकोण भी सीखा है जो श्रोडिंगर का दृष्टिकोण है जो हाइजेनबर्ग के दृष्टिकोण से सतह पर बहुत अलग है और इस दृष्टिकोण में जो होता है वह यह है कि कण के साथ एक तरंग कार्य ψ जुड़ा होता है संख्या २ एक तरंग समीकरण है जिसे श्रोडिंगर समीकरण के रूप में जाना जाता है और ३ सीमा की स्थिति द्वारा निर्धारित ईजिन मान ऊर्जा देते हैं तो ये 2 बहुत अलग दृष्टिकोण हैं लेकिन आपने जो सीखा वह यह है कि साधारण हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए दोनों एक ही उत्तर देते हैं क्या यह मात्र संयोग है कि दोनों एक ही उत्तर देते हैं या कोई गहरा अर्थ है क्या कोई संबंध है या क्या ये 2 दृष्टिकोण समान हैं वे सिर्फ एक अलग तरीके से दर्शाए गए हैं हम अगले 2 व्याख्यानों में क्या करने जा रहे हैं यह पता चला है कि वास्तव में क्वांटम यांत्रिकी के लिए हाइजेनबर्ग का दृष्टिकोण और क्वांटम यांत्रिकी के लिए श्रोडिंगर का दृष्टिकोण एक ही बात है और यह इस बारे में भी सिखाएगा कि श्रोडिंगर के दृष्टिकोण में मात्राओं का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है उदाहरण के लिए हम संवेग वगैरह के लिए संकारक लिखेंगे और वह सब जिसके लिए थोड़ी गणितीय तैयारी की आवश्यकता होती है जो मैं इस व्याख्यान में करने जा रहा हूं तो यह व्याख्यान अनिवार्य रूप से श्रोडिंगर समीकरण के समाधान से संबंधित कुछ गणितीय पहलुओं के लिए समर्पित है तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं तरंग कार्यों की ऑर्थो सामान्यता है और मैं समझाता हूं कि सामान्यता वह संपत्ति है जिसे हम पहले ऑर्थो का अर्थ लंबवत रखते हैं तो यह सबसे पहले मैं ऑर्थो व्यवहार या टू वे फंक्शन के लंबवत व्यवहार के बारे में बात करने जा रहा हूं तो इससे हमारा तात्पर्य यह है कि यदि कोई तरंग फलन m है और मैं स्वयं को एक आयाम तक सीमित रखने जा रहा हूँ आइडिया आपको अवधारणाओं को एक आयाम देना आसान बनाता है mxn उत्पाद जहां एम और एन ऊर्जा स्तर के लिए 2 सूचकांक हैं जो कि एकीकृत है 0 के बराबर है यदि एम ≠ एन तो इसे मैं वेव फंक्शन की ओर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहने जा रहा हूं मैं थोड़ा समझाने जा रहा हूं कि जब हम m n कहते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है इसका क्या मतलब होगा कि यदि ऊर्जा संबंधित ऊर्जा mth स्तर से संबंधित ऊर्जा nth स्तर से संबंधित ऊर्जा के बराबर नहीं है तो यह तरंग फलन का ऑर्थोगोनल गुण है जो संतुष्ट होने वाला है सामान्य का मतलब है और मैं दूसरे बिंदुओं की व्याख्या करूंगा सामान्य का मतलब है कि उसी n nxndx के लिए जो ψ2dx के बराबर है हम गुणांक को स्थिरांक चुनते हैं हम स्थिरांक को चुनते हैं के सामने और इस तरह कि यह 1 में एकीकृत हो गया है और एकीकरण पूरे स्थान ∞ सेतक ले जाया जाता है इसी प्रकार ओर्थोगोनल व्यवहार में भी ∞ से से होता है तो सामान्य भाग मैं सामान्य स्थिति में आऊंगा हम लागू हैं ऑर्थोगोनैलिटी कि ये तरंग कार्य ऑर्थोगोनल हैं जिस तरह से मैंने इसे ऊपर समझाया है तो चलिए इसे साबित करते हैं तो इसे सिद्ध करने के लिए आइए हम श्रोडिंगर के समीकरण 22md2mdx2VxmEmको लें अगर मैं इसे जटिल संयुग्म लेता हूं तो सभी वास्तविक मात्रा समान रहती हैं 22md2m dx2V वास्तविक mx समान है जैसे E वास्तविक m है इसलिए हमने m के लिए अभी एक श्रोडिंगर समीकरण लिखा है क्योंकि यह जटिल संयुग्म के साथ साथ तरंग कार्य भी है तो अब मैं यह साबित करने जा रहा हूं कि अगर हमें जो साबित करना है तो अब साबित करें कि क्या EmEn तो mx mxdx0 तो आइए हम nवें स्तर के लिए समीकरण लिखें जो 22md2ndx2VxnEnn है बाईं ओर से m से गुणा करें dx पर एकीकृत करें यही वह ऑपरेशन है जिसे मैं अंजाम दे रहा हूं इसलिए कि इस समीकरण को 22m ∞md2ndx2dx ∞mVxndxEn ∞mxndx के रूप में लिखा जा सकता है सभी एकीकरण ∞ से ∞ तो यह समीकरण संख्या 1 है मुझे इस पद के पहले पद को सरल बनाने दें जिसे मैं 22m ∞ddxψmdndxdx22m ∞dmdxdndxdx के रूप में लिख सकता हूं पहला पद पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है और चूंकि और उनके डेरिवेटिव सभी 0 पर जाते हैं क्योंकि x इस शब्द की ओर जाता है 0 और इसलिए पहला शब्द केवल 22m ∞dmdxdndxdx के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए मैं इस एकीकरण के बाद श्रोडिंगर समीकरण को 22m ∞dmdxdndxdx ∞mVxndxEn ∞mndx के रूप में लिख सकता हूं अब मैं m के लिए समीकरण लिखता हूं 22md2mdx2VxmEmm जो मैंने पहले किया था अब मैं जो करने जा रहा हूं वह इसे दाईं ओर से n से गुणा करता है और ∞ से ∞ dx में एकीकृत करता है ताकि यह समीकरण अब 22m ∞d2mdx2ndx ∞mVxndxEm ∞mndx हो जाए 22m ∞dmdxdndxdx मैं फिर से उसी तरकीब से दिखा सकता हूँ जैसा मैंने पहले किया था कि यह पद d y d x के बराबर है आप ठीक वही काम करते हैं जो आप एक d y d x निकालते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं

तो मुझे ये 2 समीकरण मिल गए हैं मैं उन्हें नंबर 1 पर फिर से नंबर देता हूं यह एक है जो मैंने शीर्ष पर लिखा है और नंबर 2 यह समीकरण है तो मेरे पास 22m ∞dmdxdndxdx ∞mVxndxEn ∞mndx है यह मेरी समीकरण संख्या 1 है और समीकरण संख्या 2 22m ∞dmdxdndxdx ∞mVxndxEm ∞mx है ऊपर भी होना चाहिए d x ndx भी है यह मेरा समीकरण संख्या 2 है 1 से 2 घटाएं और जब आप घटाएं तो आप देखेंगे कि पहला रद्द हो गया है तो दूसरा कार्यकाल करता है तो आपके पास जो बचा है वह 0 है जो बाईं ओर है ∞mndx के बराबर है और अब आप लिख सकते हैं यदि EmEn जो En Em≠0 का अर्थ है इसका तुरंत अर्थ है कि Em ∞mndx0 इसलिए आप तरंग फलनों की ओर्थोगोनैलिटी की पहली संपत्ति को साबित करते हैं यह एक ऐसी चीज है जिसकी हमें बाद में आवश्यकता होगी और श्रोडिंगर के समीकरण के मामले में यह हमेशा सही होगा क्योंकि हमें श्रोडिंगर समीकरण के समाधान की आवश्यकता नहीं है आईगन फंक्शन जिनके आईगन वैल्यू भिन्न हैं वे ओर्थोगोनल हैं नंबर 2 यह वह संपत्ति है जिसे हम लागू करने जा रहे हैं वह सामान्यता है और इसका महत्व बाद में होगा जब मैं व्याख्या पर चर्चा करूंगा कि सामान्यता होने वाली है तो हम पहले ही देख चुके हैं कि mndx0 EmEn के लिए और हम यह लागू करने जा रहे हैं कि समान अनुक्रमणिका मोड वर्ग dx के लिए एकीकरण 1 के बराबर हो मान लीजिए कि यह 1 नहीं है तो मान लें कि n2dx किसी संख्या C के बराबर है कि मैं हमेशा एक नया n परिभाषित कर सकता हूं जो पुराने के बराबर है मुझे यह पुराना nxC लिखने दें ताकि सामान्यता की यह स्थिति लागू होने जा रही है क्योंकि मैं अवकल समीकरण के हल को हमेशा अचर से गुणा कर सकता हूँ तो मैं इसे फिर से परिभाषित कर सकता हूं इसलिए सामान्यता लागू की जाती है इसलिए सामान्य तौर पर मैं लिखने जा रहा हूं mxnxdxmn जहांmn क्रोनकर डेल्टा है तो पक्ष में मैं बस लिखूंगा कि mn0 अगर एम≠एन और 1 के बराबर है अगर एम एन तो हमारे पास संपत्ति ऑर्थोगोनैलिटी पर चर्चा है संख्या 2 एक सम्मेलन है जो तरंग कार्यों पर सामान्यता को लागू करने जा रहा है और तीसरा जो मुझे फिर से आवश्यकता होगी वह है तरंग कार्यों की पूर्णता यह तीसरा गुण है और वह यह है कि जब मैं श्रोडिंगर के समीकरण 22md2ndx2VxnEnn लिखता हूं तो सेटn जहां n 1 से लेकर इंफिनिटी तक है मैं इसे साबित नहीं कर रहा हूं तो आप यह मानकर कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि कोई भी पूर्णता कोई भी कार्य सामान्य कार्य उसी को संतुष्ट करता है और वह समान सीमा शर्तों पर जोर देता है क्योंकि सेट n को n के संदर्भ में fx∑Cnn के रूप में विस्तारित किया जा सकता है और यदि आप अपने गणित से याद करते हैं तो यह एक फूरियर श्रृंखला के समान है जहां हम मानते हैं और हो सकता है कि आपने इस शब्द को पहले सुना हो कि पाप फ़ंक्शन कोसाइन फ़ंक्शन और एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन उन आवधिक कार्यों के लिए एक पूर्ण सेट बनाते हैं तो यहाँ आवधिकता के लिए सीमा शर्तें हैं यहाँ सीमा की स्थिति संतुष्ट है कि n से संतुष्ट है उदाहरण के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि हम एक बॉक्स में कण कहते हैं तो एक बॉक्स में कण में यदि आपको याद है कि तरंग फ़ंक्शन यह फ़ंक्शन है दूसरा एक ऐसा है तीसरा एक ऐसा है और इसी तरह और हम मानते हैं कि यह एक पूर्ण सेट बनाता है और इसलिए कोई भी कार्य कुछ मनमाना कार्य करता है जो सीमाओं पर गायब हो जाता है x0 तथा xL यह ∑f है जिसे fxCn के रूप में लिखा जा सकता है हम इन तरंग कार्यों को ये कहते हैं फ़ंक्शनnπLxहैं क्योंकि यह सीमा की स्थिति को संतुष्ट करता है और Cn निर्धारित किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि यह एक पूरा सेट बनाता है अब जैसा कि मैंने कहा था कि कन्वेंशन तरंग कार्यों को सामान्य करने के लिए है तो sin nx सामान्यीकृत नहीं है क्योंकि आइए देखें कि एकीकरण क्या है अगर मैं 0 से L nπLx dx में एकीकृत करता हूं तो यह L2 हो जाता है और इसलिए इसे सामान्य करने के लिए मुझे लिखना होगा तो एक बॉक्स वेव फंक्शन में सामान्यीकृत कण sinnπxLL2होगा जो कि 2LsinnπxLहै और क्या एक ऑर्थो सामान्यता है कि2LsinmπxLsinnπxLdxmn

तो कि जब mn यह 1 है और जब m≠n यह 0 होता है जिसे आप खुद चेक कर सकते हैं और दावा पूर्णता के लिए है जो उसी सीमा की स्थिति को संतुष्ट करता है जिसे Cn सामान्यीकृत तरंग फ़ंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है मुझे इसे n के रूप में लिखने दें जहां n2LsinnπxL हम सीएन कैसे निर्धारित करते हैं मैं f को mdx से गुणा करूंगा फिर ∞ से तक इंटीग्रेट करूंगा जो इस मामले में 0 से L हो जाता है जो nCn ∞mxndx के बराबर है और ऑर्थो सामान्यता से यह nCnmn बन जाता है और यह Cm के बराबर है इसलिए हमने Cm भी निर्धारित किया है इसका मतलब है जहां सीएन कुछ और नहीं बल्कि fxndx है वह पूर्णता की जरूरत है अब मैं पूर्णता को एक अलग रूप में लिखने जा रहा हूं और यह बाद में उपयोगी है डिराक डेल्टा फ़ंक्शन के संदर्भ में पूर्णता लिखना तो हमने अभी जो कहा है वह यह है कि fxnCnn में जहां Cn ∞f और मुझे fxnxdx लिखने दें क्योंकि x एक डमी वैरिएबल है xI जल्द से जल्द उपयोग कर रहा है इसलिए मैं इसे फिर से उपयोग नहीं करना चाहता और फिर मेरे पास fxn ∞fxnxdxn है मैं शब्दों को पुनर्व्यवस्थित कर सकता हूं और इसे ∞dxfx के रूप में लिख सकता हूं और फिर योग को अंदर ले जा सकता हूं क्योंकि यह केवल n और nnxnपर कार्य करता है यही हमें पूर्णता प्रदान करता है अब मुझे यह भी पता है कि fx ∞dxfxδx x और यह मुझे तुरंत बताता है कि ये 2 चीजें एक साथ मुझे बताती हैं कि nnxnxδx x जिसे मैं स्विच इंडेक्स nnxnx 1 के रूप में भी लिख सकता हूं और वही बात क्योंकि डेल्टा फ़ंक्शन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं x और x इंडेक्स बदलता हूं तो यह पूर्णता व्यक्त करने का एक और तरीका है तो मैं इस व्याख्यान को संख्या 1 लिखकर गणित के परिचय के साथ समाप्त करता हूं और n का एक सामान्य सेट बनाता है और इसका क्या अर्थ है ∞mxnxmn है और दूसरी गुण जो n सामान्यीकृत है एक पूर्ण सेट बनाती है और इसका अर्थ है∑nxnxδx x अगले व्याख्यान में मैं क्वांटम यांत्रिकी के लिए हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर के दृष्टिकोण की समानता दिखाने के लिए इन गुणों का उपयोग करूंगा